तो पिछली कक्षा में हम जिस सिस्टम के बारे में चर्चा कर रहे थे वह युग्मित सिस्टम है युग्मित सिस्टम का अर्थ है कि यह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ ही यांत्रिक बल द्वारा भी आकर्षित होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक बल प्लेट A को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है और उस मामले में हम पहले ही यह देख चुके हैं यह इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है ½ epsilon r epsilon0 A V2 2 है और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्यास्थ बल या यांत्रिक बल ky है सही है और साम्यावस्था में ये दोनों बल समान होंगे और फिर हम यह बल आरेख बनाते हैं जहां हम गुणात्मक रूप से यह व्याख्या कर सकते हैं जैसे हम y 0 से y d की ओर जा रहे हैं सही तब स्थिरवैद्युत बल परवलयिक रूप से बढ़ रहा है जबकि प्रत्यास्थ बल या यांत्रिक बल रैखिक रूप से बढ़ रहा है तो यहां एक से अधिक अनेक समाधान हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि यह यह प्रत्यास्थ बल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल को दो बिंदुओं पर काट रहा है और हमने देखा है कि जैसे जैसे हम y दिशा की ओर अधिक से अधिक जाते हैं जैसे y बराबर d दिशा की ओर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल उच्च और उच्च होता जा रहा है तो उस बीम में प्लेट A को प्लेट B के समीप खींच लिया जाएगा और इसलिए यह उस सब्सट्रेट पर स्नैप करेगा साथ ही हमने देखा है कि ये अलग अलग लाइनें अलग अलग वोल्टेज के लिए हैं और वह वोल्टेज जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक बल यांत्रिक बल को छूता है इसे पुल इन वोल्टेज कहा जाता है इसे पुल इन वोल्टेज कहा जाता है उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण सदैव यांत्रिक बल से अधिक होता है अब इस बात की कोई संभावना नहीं है कि बीम को फिर से खींचा जा सके तो इसे पुल इन वोल्टेज कहा जाता है और यह Vp के लिए ग्राफ है जहां यह यांत्रिक बल को ठीक से छू रहा है अब हम गणितीय रूप से स्थिरता की स्थिति को देखेंगे और फिर हम इसका समीकरण प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और फिर हम पुल इन वोल्टेज के साथ साथ न्यूनतम गैप के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जिसे वह न्यूनतम अंतराल के बिना अनुप्रस्थ कर सकता है जिसे सब्सट्रेट पर स्नैप किए बिना विक्षेपित कर सकता है तो उसके लिए मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक बल Fe बराबर आधा एप्सिलॉन r एप्सिलॉन0 A भाग d माइनस y पूर्ण वर्ग से गुणा V वर्ग में और यांत्रिक बल जिसे मैं Fm कहता हूँ ky के बराबर है तो मुझे वह कहाँ से मिलेगा मैंने पहले ही इस अभिव्यक्ति को यहीं पर डिराइव कर लिया है तो हम जानते हैं कि विद्युत बल w बटा d होता है जो वास्तव में आधा CV वर्ग बटा d y है क्योंकि यदि y विक्षेपण है तो शीर्ष प्लेट और नीचे की प्लेट के बीच का अंतर अब d y होगा और फिर यदि आप C को भी epsilon A by d के रूप में लिखते हैं तो आपको d y का पूर्ण वर्ग मिलता है ओके अब आप पहली स्थिति देखते हैं कि बीम स्थिर अवस्था में हो सकता है दे तो इस स्थिति में परिणामी बल मान लें कि Fr है यह विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल F माइनस यांत्रिक बल F के बराबर होता है जो कि इस स्थिति में शून्य से कम होगा ठीक है क्योंकि हम इस पिछले ग्राफ पर जाते हैं और इस ऊपर वाले के लिए विद्युत बल को देखते हैं सही है सबसे ऊपरी ग्राफ के लिए आप देखते हैं कि विद्युत बल हमेशा यांत्रिक बल से अधिक होता है तो एक बार यह शीर्ष प्लेट को खींच लेता है और यह प्लेट B की तरफ आकर्षित हो जाती है और आगे की ओर गति करने लगती है तो ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा जहां यांत्रिक बल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल से अधिक हो तो उस स्थिति में यह होगा की यह हमेशा टकराएगा तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक बल यांत्रिक बल 0 से कम होना चाहिए तो यांत्रिक बल अधिक होना चाहिए तभी वह बीम को ऊपर खींच सकता है तो हम उन्हें लिख सकते हैं कि 12 epsilonr epsilon0 A V वर्ग वर्ग है माइनस यांत्रिक बल ky ky 0 से कम है ठीक है अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप ग्राफ से देखते हैं तो स्टेबिलिटी कंडीशन कहां होगी इसका पता लगाने के लिए आइए इस ग्राफ को कुछ नाम देते हैं तो मान लीजिए कि यह V1 V2 V3 Vp भी है और फिर V4 है तो V1 केस के लिए हम शुरुआत में इलेक्ट्रोस्टैटिक बल को यांत्रिक बल से अधिक बनाते है और जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक बल प्लेट A को खींचना शुरू करता है यह प्लेट B की ओर बढ़ना शुरू कर देती है इसलिए y बढ़ने लगता है और इसलिए y इस दिशा में चलता है और जैसे जैसे यह आगे बढ़ता है यांत्रिक बल बढ़ने लगता है और इस बिंदु पर A इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और यांत्रिक बल समान होते हैं और उसके बाद यदि आप इसे और अधिक विक्षेपित करते हैं तो क्या होता है तब यांत्रिक बल अधिक होता है यांत्रिक बल अधिक होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कम होता है इसलिए यदि मैं उस परिणामी ग्राफ को खींचता हूं यदि मैं परिणामी ग्राफ खींचता हूं तो यह कुछ ऐसा होगा कि परिणामी बल इलेक्ट्रोस्टैटिक माइनस मैकेनिकल बल होगा यह प्रारंभ में धनात्मक होगा जब y 0 के बराबर है तो यह धनात्मक होगा फिर धीरे धीरे नीचे नीचे की ओर जाएगा और धीरे धीरे घटेगा तत्पश्चात यह 0 को पार करेगा और फिर दिशा ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि इस बिंदु पर यांत्रिक बल अधिक है यह ऋणात्मक की ओर जाएगा और फिर एक न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाएगा और फिर उसके ऊपर पुनः ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देगा यह फिर से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देगा क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक बल यांत्रिक बल से भी अधिक दर से बढ़ रहा है सही है और उस स्थिति में यह फिर से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देगा और तदनुसार यह B बिंदु तक पहुंच जाएगा जहां दोनों बल समान होंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक बल हमेशा उस यांत्रिक बल से अधिक होगा तो इस क्षेत्र में परिणामी बल वास्तव में नीचे जा रहा है और यह ऋणात्मक की ओर जाएगा और उसके बाद यह एक न्यूनतम तक पहुंच जाएगा और फिर से यह ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देगा न्यूनतम तक पहुंचने के पश्चात तो यह पुल इन बिंदु है वह पुल इन बिंदु pullin point है जहां यह न्यूनतम तक पहुंचता है अब जबकि परिणामी बल कम हो रहा है यानी क्या इसका मतलब है ढलान ऋणात्मक है या डेल्टा Fr बटा डेल्टा y 0 से कम है तो यह मेरा Fr इलेक्ट्रोस्टैटिक बल माइनस यांत्रिक बल है और मैं यह कह रहा हूं कि परिणामी बल और भी कम होगा जैसे जैसे हम y को बढ़ाते हैं और यही वह क्षेत्र है जहां हम बता सकते हैं या जहां हम मान सकते हैं कि बीम स्थिर स्थिति में है इसलिए चूंकि डेल्टा Fr बटा डेल्टा y कम हो रहा है और 0 से भी कम है इसका मतलब है यह ढलान ऋणात्मक है मतलब जब y बढ़ रहा है परिणामी बल घट रहा है इन समीकरणों से अब डेल्टा Fr बटा डेल्टा y क्या है वह है epsilon r epsilon0 A V वर्ग बटा dy पूरा क्यूब माइनस K जो 0 से कम है इसलिए वास्तव में यह Fr की समीकरण है और इस और इस समीकरण का मैं पहला अवकलन कर रहा हूं तो पहले टर्म में हमें d माइनस y पूर्ण वर्ग मिलता है फिर अगले टर्म में d माइनस y का पूरा क्यूब मिलता है एक माइनस भी आता है लेकिन माइनस y भी होता है तो वह माइनस माइनस प्लस बन जाता है तो अंततः मुझे epsilon0 epsilon r Aविभाजित d माइनस y पूरे क्यूब से v वर्ग मिलता है जो कि K है अब हम पुलिंग पॉइंट से क्या जानते हैं पुलिंग पॉइंट वह बिंदु है जिस पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और यांत्रिक बल दोनों समान हैं बिल्कुल समान हैं इसका मतलब है तो यहाँ इसका मतलब है मेरा आधा epsilonr epsilon0 A बटा d घटा y पूरे वर्ग गुणा V वर्ग K y के बराबर है ठीक है अब यदि मैं इसे समीकरण 1 कहता हूं और इसे समीकरण 2 कहते हैं तो समीकरण 2 से यदि हम epsilon0 epsilon A बटा d y पूरे वर्ग गुणा V पूर्ण वर्ग पूर्ण को लिख सकते हैं इसलिए 1 और 2 से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 को अलग रूप लिख सकते हैं जो कि 2 K y बटा d y माइनस k जो जीरो से कम है तो d घटा y पूरा घन मैंने अभी अभी d घटा y वर्ग को d घटा y घटा K 0 से कम में विभाजित किया है अब यह पद 2 K y सही है तो 2 K y को d माइनस y माइनस K से 0 राइट से कम या 2 K y को d माइनस yd माइनस y से K से कम या 2 y कम d माइनस y या y से विभाजित किया जाता है तो यह वास्तव में d बटा 3 से कम या बराबर है ओके तो इसका मतलब है कि एक तिहाई अंतराल के विक्षेपण के लिए बीम स्थिर स्थिति में होगा और उसके बाद बीम नीचे की प्लेट पर खींचेगा ठीक है तो हमें यह मिलता है और याद रखें कि यह d दो प्लेटों के बीच प्रारंभिक अंतर है ठीक है अब पुल इन वोल्टेज क्या है पुल इन वोल्टेज इसकी गणना इस तरह कर सकते हैं तो हम जानते हैं कि यदि y विक्षेपण है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल आधा epsilon r epsilon0 A को d y पूरे वर्ग गुणा V वर्ग है यह इलेक्ट्रोस्टैटिक बल K y के बराबर होता है तो यह Vp है क्योंकि पुल इन वोल्टेज पर ये दो पद समान होते हैं और पुल इन की स्थिति में पुल इन के लिए सीमांत स्थिति क्या है यह y बराबर d बटा 3 है तो आइए हम इस y को d बटा 3 के बराबर रखते हैं तो तब हमें epsilonr epsilon0 A गुणा Vp वर्ग d घटा d बटा तीन बराबर K गुणा d घटा d बटा तीन रखते हैं और हम Vp प्राप्त करेंगे आधा गुणा एप्सिलॉनr एप्सिलॉन0 गुणा A गुणा Vp वर्ग बटा 2 d बटा 3 पूर्ण वर्ग है सही 2 d बटा 3 पूर्ण वर्ग बराबर Kd बटा 3 ठीक है अब हम इस बात को उठाते हैं तो हो जाता है तो यह 3 वर्ग 9 होता है और यह 3 भी ऊपर आता है जिससे यह गुणनफल 27 हो जाता है और फिर यह 2 वर्ग 4 होता है तो 4 गुणा 2 8 होता है तो 27 बटा 8 हो जाता है तो इसमें एप्सिलॉनr एप्सिलॉन0 गुणा A गुणा Vp वर्ग बटा d क्यूब गुणा K के बराबर है तो Vp वर्ग बराबर 8 K d घन 27 epsilon r epsilon0 A से विभाजित है तो Vp 8 K d घन के वर्गमूल के बराबर है जिसे 27 epsilon0 epsilon r A से विभाजित किया गया है तो बीम ज्यामिति के संदर्भ में यह मेरा पुल इन वोल्टेज है तो पुल इन फिनोमिना को समझाने के लिए इस उदाहरण की मदद से इसका वर्णन करूँगा ठीक है तो तो यहां हमने इस तरह की संरचना ली है जहां हमारे पास सब्सट्रेट है और इस तरह के सब्सट्रेट के ऊपर सिलिकॉन या ग्लास हो सकता है और फिर उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग परत होती है जिसे हम SiO2 कहते हैं और उसके ऊपर एक कैंटिलीवर बीम है अब यह कैंटिलीवर बीम धातु इलेक्ट्रोड की तरह है और यह उस शीर्ष प्लेट की तरह प्लेट A है जिसकी हमने जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं और नीचे भी एक इलेक्ट्रोड है जो कि सिलिकॉन या पॉलीसिलिकॉन से बना है और फिर उस पर कुछ धातु जमा होती है तो नमूने के इन दोनों इलेक्ट्रोड शीर्ष इलेक्ट्रोड और निचले इलेक्ट्रोड कोई भी विद्युत नहीं लगी है क्योंकि यह एक सब्सट्रेट पर है यह एक SiO2 परत पर है जो कि कुचालक है तो ये विद्युत से नहीं जुड़े हैं आप बाहरी बैटरी से विद्युत वोल्टेज फाई लगाया जाता है ठीक है और अब आइए मान लें कि इन दो इलेक्ट्रोडों का ओवरलैपिंग क्षेत्र लंबाई में लगभग 300 माइक्रोन है और चौड़ाई लगभग 5 माइक्रोन है ठीक है और प्लेट A और प्लेट B के बीच का गैप 1 माइक्रोन है अब हम इस व्यंजक को पहले से ही जानते हैं वह इस ब्रैकट बीम के लिए K है इस ब्रैकट बीम की कठोरता स्थिरांक जिसे हम यांत्रिकी से प्राप्त कर सकते हैं हमें क्या पता लगाना चाहिए हमें क्या पता लगाना चाहिए हमें पुल इन वोल्टेज और कितने अंतराल तक यह विक्षेपित कर सकता है का पता लगाने की जरूरत है यह वास्तव में सब्सट्रेट पर खींचे बिना कितना विक्षेपित कर सकता है हमारे पहले के विश्लेषण से हम जानते हैं कि इस मामले में इलेक्ट्रोस्टैटिक बल एप्सिलॉन r एप्सिलॉन0 A का आधा है और मान लीजिए कि इन दो प्लेटों के बीच में हवा है तो तो इससे एप्सिलॉनr हट जाएगा और यह केवल एप्सिलॉन0 A बटा d माइनस y पूर्ण वर्ग बन जाता है पहले हमने सही लिखा था और यहाँ इस मामले में हम इसे गैप g0 माइनस uz कहेंगे इसलिए मैं यहाँ पर विक्षेपण पर विचार कर रहा हूँ इस दिशा में विक्षेपण uz है ठीक है यह धनात्मक uz है तो उस समय जब बीम विक्षेपित नहीं है uz 0 है और जबकि बीम पूरी तरह से नीचे की प्लेट पर है तो uz बराबर g0 गुणा phi वर्ग है ठीक है और पुल इन की स्थिति में इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और यांत्रिक बल समान होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल माइनस K गुणा uz बराबर 0 है ठीक और फिर हम इस समीकरण लिख सकते हैं और फिर हम सभी मानों को लिख सकते हैं जैसा कि हम पहले से जानते हैं तो यह uz क्यूब माइनस 2 गुणा g 0 हो जाता है g 0 गैप है जो एक माइक्रोन है तो यह है eps A हम पहले से ही जानते हैं कि A 300 माइक्रोन गुणा 5 माइक्रोन है जो 1500 माइक्रोमीटर वर्ग है एप्सिलॉन0 भी हम जानते हैं कि यह हमारी वायु पारगम्यता है तो मुझे epsilon0 मान लिखने दें एप्सिलॉन0 का मान एसआई इकाई में 885 गुणा 10 की घात माइनस 12 फैराड प्रति मीटर है तो अब हम K के उन सभी मूल्यों को रखते हैं जिन्हें हम जानते हैं इसलिए यदि हम उन सभी मानों को रखते हैं तो हम पाते हैं कि यह 11706 गुणा10 की घात माइनस गुणा फाई वर्ग बराबर 0 है ओके अब इस समीकरण में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि uz ऐसा चर है जिसकी घात तीन है तो यह एक घन समीकरण है और इसका मतलब है इसकी तीन मूल होंगे जोकि अज्ञात हैं अन्य पदों में केवल फाई ही अज्ञात है और फाई के विभिन्न मानो को रखकर हम u z का अलग अलग समाधान प्राप्त कर सकते हैं तो आइए हम फाई के अलग अलग मान रखें 0 0 1 1 05 0031 081 115 1125 0333 0333 1333 15 imaginary imaginary 1429 मान लें कि यह मेरा फाई है और तब इसके तीन मूल होंगे तो यह हम कहते हैं कि यह uz 1 तोuz 2 है और uz 3 है यदि फाई 05 वोल्ट के बराबर है पहले मामले में देखते हैं जब phi 0 के बराबर है Phi जब 0 के बराबर है तो 1 मूल 0 होगा और अन्य दो मूल 1 1 होंगे और यह कि आप इस समीकरण से भी देख सकते हैं यदि आप फाई को 0 के बराबर रखते हैं तो यह 0 हो जाता है uz बाहर चला जाता है तो पहला मूल 0 के बराबर मिलता है और दूसरे मूल के रूप में uz माइनस एक माइक्रोमीटर मिलता है तो आपको 0 1 1 मिलता है और यह सब माइक्रोमीटर में हैं सभी माइक्रोमीटर में हैं तो यह 0 वोल्टेज के लिए 0 0 होगा 1 मूल 0 होगा और अन्य दो मूल 1 होंगे अब 05 वोल्ट के लिए क्या होता है 05 वोल्ट के लिए मूल 0031 081 और 115 होंगी अब इसे इस वोल्टेज संयोजन में देखें मेरे पास जो तीन मूल हैं अब यहां 0031 माइक्रोमीटर संभव है क्योंकि यह 1 माइक्रोमीटर से नीचे है यह भी एक दूसरी मूल भी संभव है लेकिन तीसरी मूल 115 माइक्रोमीटर है अब चूंकि गैप ही 1 माइक्रोमीटर है तो 115 माइक्रो मीटर विक्षेपण संभव नहीं है इसलिए यह असंभव मूलो में से एक है लेकिन गणितीय रूप से इस मूल से बच नहीं सकते हैं लेकिन भौतिक व्याख्या से आप जानते हैं कि 1 माइक्रोन से अधिक विक्षेपण संभव नहीं है क्योंकि अंतराल स्वयं 1 माइक्रोन है लेकिन जब मैं इसे इस समीकरण में डाल रहा हूंतो हम यह नहीं मान रहे हैं कि यह uz का अधिकतम मान है तो आप वह मूल प्राप्त कर सकते हैं और इस आरेख में यह मूल A है चलो वापस देखते हैं यह मूल बिंदु A ही तरह है और दूसरी मूल बी बिंदु की तरह है ठीक है अब एक और वोल्टेज लें 1125 वोल्ट की स्थिति में आप देखेंगे कि दो मूल इस की तरह 0333 होंगी और दूसरी मूल भी आप 033 के समान और तीसरी मूल 1333 के समान होगी तो यहां तीसरी मूल निश्चित रूप से संभव नहीं है लेकिन पहली दो मूलें संभव हैं और यह वह मामला है जहां वास्तव में y या uz बराबर है गैप बटा 3 है क्योंकि गैप एक माइक्रोन है और इस स्थिति में हमें दोनों मूल गैप बटा 3 या g0 बटा 3 के रूप में प्राप्त कर रहे हैं तो यह है हम वापस जाते हैं तो यह मामला V3 आउट या Vp जैसा है तो अब हम इस मूल से ही कह सकते हैं कि Vp 115 है लेकिन लेकिन फिर भी हम इसको वास्तव में प्राप्त करेंगे लेकिन इस स्थिति में जब पुल इन वोल्टेज या Vp इस बिंदु पर बिल्कुल छू रहा है तो दोनों मूलें 0333 पर मिल रहा है और फिर तीसरा मूल एक असंभव मूल है अब उससे कम और ज्यादा वोल्टेज लो फिर अगर हम 15 वोल्ट लेते हैं तो हमें यह भी काल्पनिक 1429 मिलता है मतलब यदि हम पुल इन वोल्टेज से अधिक वोल्टेज लेते हैं तो हम पहले से ही जानते हैं कि कोई स्थिर स्थिति नहीं है अर्थात ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और यांत्रिक बल समान हो सकते हैं तो हम एक काल्पनिक मूल प्राप्त करते हैं जो कि 1 माइक्रोन के अंतर से अधिक का है जो कि संभव नहीं है तो जहां यह पुल इन वोल्टेज से अधिक है जबकि अंतर 0333 से अधिक है उस मामले के लिए कोई संभावित समाधान नहीं है तो अब हम उस पुल इन वोल्टेज की गणना करेंगे और पुल इन वोल्टेज के लिए आप पहले से ही इस अभिव्यक्ति से जानते हैं पहले से ही जानते हैं विक्षेपण या गैप 3 या गैप के एक तिहाई से कम या बराबर होगा और तब हम यहीं पर लिख सकते हैं पुल इन की स्थिति में uz बराबर g 0 बटा 3 या 1 बटा 3 माइक्रोन के बराबर होता है इसे 0333 माइक्रोन कहते हैं सही है और उस मामले में हम जानते हैं कि Vp या phi पुल इन के बराबर होता है और यहाँ यदि आप सभी मान रखते हैं क्योंकि epsilon0 हम पहले से ही जानते हैं और फिर A 1500 माइक्रोमीटर वर्ग g0 माइक्रोन है और K पहले से ही दिया गया है K 0057 न्यूटन प्रति मीटर और यदि हम सभी तब आपको फाई पुल इन मिलता है जो 5 वोल्ट 1125 वोल्ट के बराबर होता है तो अगले विषय पर जाने से पहले हम एक बार उस स्थानान्तरण विस्थापन मामले पर फिर से विचार करेंगे जहाँ हमने देखा है कि यदि दो प्लेटों को एक दूसरे के समानांतर ले जाया जाता है इस शीर्ष प्लेट और निचली प्लेट की तरह तो एक प्लेट निश्चित है और दूसरी प्लेट अनुप्रस्थ दिशा में चलती है तो ओवरलैपिंग क्षेत्र वास्तव में बदल जाता है और वहां हमने देखा कि स्थानान्तरण बल b गुणा epsilonr epsilon0 गुणा V वर्ग भाग 2d के बराबर है जहां यह b प्लेट की चौड़ाई है और d उनके बीच की दूरी है और V लागू विभव है और एप्सिलॉन्r पारगम्यता है अब इन अवधारणाओं की आवश्यकता अगले मामले के लिए है जो कि कॉम्ब एक्चूटर है तो कॉम्ब एक्चुएटर क्या है कॉम्ब एक्चुएटर इस तरह की संरचना है तो हम संरचना बनाएंगे तो यह प्लेट सपोर्ट करने के लिए स्थिर की गई है तो यह छायांकित क्षेत्र बिंदुओं पर या बीम पर स्थिर है अब उस प्रूफ मास के दोनों ओर कुछ कॉम्ब प्रकार की संरचनाएं जुड़ी हुई हैं और ये उंगलियों की तरह हैं और फिर हमारे पास कुछ स्थिर उंगलियां भी हैं तो इसी तरह की संरचना दूसरी तरफ भी मौजूद है तो यह द्रव्यमान M X और Y दोनों दिशाओं में गति कर सकता है ठीक है और इस स्थिर कॉम्ब तथा गतिमान कॉम्ब के बीच वोल्टेज लगाया जाता है तो यह कॉम्ब जो नियत द्रव्यमान से जुड़े हैं वे गतिमान कॉम्ब हैं और दूसरा कॉम्ब जो इस स्थिर प्लेट से जुड़े हैं वे गति नहीं कर सकते अब यदि हम स्थिर कॉम्ब तथा गतिमान कॉम्ब के बीच विभवांतर लगाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण के कारण क्या होगा कि यह यह डिवाइस या एक्चुएटर को अपनी ओर खींचेगा और बल F b गुणा epsilon r epsilon0 भाग d गुणा V वर्ग के बराबर होता है और यह केवल एक जोड़ी के लिए है और यहां n संख्या में कॉम्ब्स हैं तो यह n b epsilonr epsilon0 भाग d गुणा V वर्ग हो जाएगा और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यह V है यह B प्रत्येक कंघी की चौड़ाई है यह तल से बाहर की तरफ है जैसे कागज कागज के अंदर की ओर तथा तल के विस्थापन से बाहर है यहां बीम B की चौड़ाई का मतलब है अगर यह कंघी है अगर यह कंघी है और अगर यह इस तरह से अन्य दो कंघों के बीच में घूम रही है तो यह B चौड़ाई है जो कागज के तल के लंबवत है और मैं इसे इस तरह खींच रहा हूं यह कागज का तल है और मैं इसे खींच रहा हूं और यह वह कंघी है जो स्थिर कंघी है और फिर गतिमान कंघों की यह संरचना उसकी ओर आ रही है और इस तरह से उससे दूर जा रही है तो यह b वह चौड़ाई है जो वास्तव में कागज के तल के लंबवत है इस तरह तो इस अभिव्यक्ति से ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि बल केवल उस वेग के वर्ग पर निर्भर करता है यह n कंघी की संख्या है यह b बीम की समान चौड़ाई है जो कि केवल बीम ज्यामिति की तरह है एप्सिलॉन पदार्थ का गुण है और फिर d प्रत्येक कंघी के बीच का अंतर है और वह भी ज्यामिति पर निर्भर है जो निश्चित भी है और ज्यामिति से आती है तो इस पर कोई निर्भरता नहीं है कि उस बीम में कितनी गति हुई है या कंघे कितने आगे बढ़े हैं तो हम हम वोल्टेज को बदलकर बल तय कर सकते हैं केवल इस वोल्टेज या इस V को बदलकर और फिर यदि हम इसे जानते हैं कि इन बीमों के लिए ये दो स्थिर बिंदु हैं और यदि हम कठोरता स्थिरांक जानते हैं तो हम X दिशा में विस्थापन के लिए हम लिख सकते हैं कि यह अनुप्रस्थ बल है और अनुप्रस्थ बल बराबर अनुप्रस्थ कठोरता स्थिरांक गुणा x है इसमें x विस्थापन है तो तदनुसार जो भी विस्थापन या जो भी गति परिवर्तन हम नियत द्रव्यमान के लिए चाहते हैं हम केवल वोल्टेज के मान को बदलकर प्राप्त कर सकते हैं एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्थिर कंघे और गतिमान कंघे ऐसे हैं कि y दिशा में कोई बल और कोई परिणामी बल नहीं है तो इस दिशा में कोई बल नहीं है इसलिए यह F लंबवत है या लंबवत बल 0 है इसलिए y दिशा में कोई गति नहीं होगी केवल x दिशा की गति होगी इसको हम बाहरी वोल्टेज लगाकर नियंत्रित कर सकते हैं और इसे कॉम्ब एक्चुएटर कहा जाता है यह इस तरह का उपकरण है जहां हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ विद्युत वोल्टेज लगाकर इसे एक्चुएट कर सकते हैं Stray capacitance Total capacitance तो हमने इस संरचना को पहले ही देखा है या दो प्लेट हैं नीचे की प्लेट बंधी है और ऊपरी प्लेट गतिमान है और आप V वोल्टेज लगा सकते हैं मान लीजिए कि प्लेट शुरू में यहां थी और प्लेटों के बीच की वास्तविक दूरी d थी जब तक इसे विक्षेपित नहीं किया गया था और फिर इस दिशा में y विक्षेपण लिया जाता है ठीक है अब इस तरह की संरचना का उपयोग वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में भी किया जा सकता है यदि हम अलग अलग वोल्टेज लगाते हैं तो शीर्ष इलेक्ट्रोड नीचे के इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होगा और तदनुसार अलग अलग वोल्टेज लगाकर हम इसे अलग अलग स्थिति में स्थिर बना सकते हैं जैसा कि हमने विभिन्न प्रकार के वोल्टेज जो हम लगाते हैं के लिए देखा है हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार के वोल्टेज के लिए हमें अलग अलग मूलें मिलती हैं हमें अलग अलग संभावित मूलें मिलती हैं और वहां हम वास्तव में कैंटीलेवर या शीर्ष प्लेटों को अलग अलग स्थिति में स्थिर बना सकते हैं अब यदि कैंटीलेवर किसी स्थिति में स्थिर है तो यदि हम उन प्लेटों के बीच में कैपेसिटेंस को मापते हैं तो यह अपनी पहले की स्थिति से अलग है क्योंकि समान्तर प्लेट संधारित्र के कैपेसिटेंस सूत्र के आधार पर कैपेसिटेंस C एप्सिलॉन A बटा d के बराबर है जहां A दो प्लेटों का क्षेत्रफल है और d दो प्लेटों के बीच का अंतर है और यहाँ C उस स्थिति के बराबर है जहाँ y विक्षेपण के बराबर है यदि यहां केवल हवा है तो हम कैपेसिटेंस को एप्सिलॉन A बटा d माइनस y लिख सकते हैं अब बाहरी परिपथ के कारण कुछ स्ट्रे कैपेसिटेंस भी है तो चलिए उस स्ट्रे कैपेसिटेंस को Cs कहते हैं तो यह बाहरी सर्किटरी और संदर्भ के कारण है और बाकी सब ठीक है और डिवाइस कैपेसिटेंस तो यह डिवाइस कैपेसिटेंस Cd है तो इसे हम d नहीं कहते हैं क्योंकि हमारा मुख्य गैप d है उस स्थिति में जो भी गैप है जबकि यह y विक्षेपित है तो वह d माइनस y है ठीक है अब कुल कैपेसिटेंस C Cs तथा C डिवाइस के योग के बराबर है जहां स्ट्रे कैपेसिटेंस डिवाइस कैपेसिटेंस के अनुसार है अब यह Cs बाह्य परिपथ के कारण है और यह बदल नहीं सकता है लेकिन अलग अलग अंतराल या अलग अलग y के कारण यह डिवाइस कैपेसिटेंस बदल सकता है और अब डिवाइस कैपेसिटेंस का न्यूनतम मान क्या हो सकता है तो उस Cd न्यूनतम epsilon0 A बटा d के बराबर है यह तब हो सकता है जब y बराबर 0 हो विक्षेपण 0 हो या जबकि यह बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं है तो यह Cd न्यूनतम है सही है वैसे Cd अधिकतम कितना होगा यह हम अपने पुल इन फिनोमिना से जानते हैं क्योंकि हमारी पुल इन फिनोमिना से हम जानते हैं कि यह सब्सट्रेट पर बिना टकराए अधिकतम अंतर d बटा 3 हो सकता है क्योंकि उसके बाद यदि गैप d बटा 3 से अधिक है तो ऊपर की प्लेट नीचे की प्लेट पर स्नैप करेगी तो Cd अधिकतम epsilon0 A d माइनस y होगा और y का अधिकतम मान d बटा 3 है तो यह 3 बटा 2 गुणा epsilon0 A बटा d होगा और उसमें से आप यह भी लिख सकते हैं Cd अधिकतम बटा Cd न्यूनतम 3 बटा 2 के बराबर होता है तो हम वास्तव में हम वास्तव में विभिन्न वोल्टेज लगाकर और शीर्ष प्लेटों को अलग अलग स्थिति में स्थिर बनाकर और तदनुसार इन दो समानांतर प्लेट की कैपेसिटेंस को बदल सकते हैं और इसे वेरिएबल कैपेसिटर कहा जाता है